दोस्तों NPTEL के इफेक्टिव राइटिंग के ऑनलाइन लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है पहले के लेक्चर में हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बात कर चुके है उसके पहले हमने लेखन के विभिन्न प्रकारो के बारे में बात कि जैसे कि बिज़नेस राइटिंग अकादमिक राइटिंग और फिर रिपोर्ट राइटिंग क्योकि ये इस कोर्स का आखिरी लेक्चर है तो मैंने इस लेक्चर को नाम दिया है क्रिएटिव राइटिंग आप लेखन के दूसरे स्वरूपों के बारे में सोच रहे होंगे कि क्या वो क्रिएटिव नहीं है ये एक सामान्य प्रश्न है ये एक सवाल भी हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों लेखन के सारे स्वररूप सृजनात्मक है ये एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है और मैंने इस लेक्चर में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि क्रिएटिव राइटिंग कैसे अलग है आपको यह बताने के लिए क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग एक उद्देश्य के लिए लिख रहे हैं और क्रिएटिव राइटिंग पूरी तरह एक अलग क्षेत्र है जहां जब तक कि आप खुद दिलचस्पी नहीं रखते हैं आप इस क्षेत्र में कदम नहीं रखते इसीलिए हम इस पर बहुत संक्षिप्त में चर्चा करेंगे क्रिएटिव राइटिंग के तरीके क्या है क्रिएटिव राइटिंग की प्रणाली क्या है ताकि यह आपको बता सके कि आप जो भी हर दिन कर रहे हैं उसको आप कैसा लिख रहे हैं इनमें अंतर कैसे किया जा सकता है अब जब हम क्रिएटिविटी के बात करते हैं क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग किसी न किसी तरीके से क्रिएटिविटी से संबंधित है तो संभवत आप सबके दिमाग में यह प्रश्न हो सकता है कि क्रिएटिविटी वास्तव में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों जब आप कुछ नया करते हैं जब आप कुछ नवीन तरीके से करते हैं वह क्रिएटिविटी है क्रिएटिविटी को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि नए और काल्पनिक विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित करना आप आज जो कुछ भी देखते हैं सबसे पहले यह शायद किसी के दिमाग में आया होगा और उसका दिमाग हिल गया होगा क्योंकि वह दुनिया को कुछ नया देने की सोच रहा होगा जो कुछ भी हो चाहे वह ईमेल हो और व्हाट्सएप और फिर विभिन्न प्रकार के हैंडल्स जिनसे आप का सामना होता है वह भी क्रिएटिव है परंतु जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हम क्रिएटिव राइटिंग की चर्चा कर रहे हैं और यह स्वभाविक रूप से आपको साहित्य के कुछ स्वरूपों में वापस ले जाता है वास्तव में क्रिएटिविटी को हम दुनिया को नए तरीके से देखने की योग्यता के रूप में लक्षित करते हैं एक नवीनतम तरीके से उदाहरण के रूप में जब आप आसमान को देखते हैं या जब आप इंद्रधनुष को देखते हैं जब आप पानी को देखते हैं जब आप समुद्र को देखते हैं तो आप सब की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है यह एक नहीं हो सकती है और यही क्रिएटिविटी की खूबी है हर कोई चीजों को अपने तरीके से देखता है और कैसे वह उनमें एक प्रतिक्रिया का सृजन करता है यह उसकी क्रिएटिविटी है तो क्रिएटिविटी ज़ाहिर तौर पर असंबंधित वस्तुओं में संबंध स्थापित करने में सक्षम होती है जिन लोगों का कविता से संपर्क होता है या लेखन के और स्वरूपों से तो वो पाते हैं कि कवि चीजों के बारे में बहुत बार ऐसे सोचते हैं जैसे आम आदमी नहीं सोच सकते हैं और इसीलिए कवि क्रिएटिव होते हैं है कि नहीं और फिर क्रिएटिविटी का एक तरीका होता है समाधान निकालना अब आप सोच रहे होंगे क्या कला का एक स्वरूप समाधान निकाल सकता है शायद वे बहुत प्रभावकारी नहीं होंगे शायद वह बहुत आसान समाधान नहीं प्रदान कर सकते हैं परंतु कम से कम वह एक तरह का विकल्प दिखा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और इसी में क्रिएटिविटी होती है एक क्रिएटिव लेखक क्योंकि हम सभी क्रिएटिव लेखक नहीं हो सकते हैं परंतु आप पाएंगे की एक क्रिएटिव लेखक चीजों को अलग तरीके से दिखाएगा क्यों एक व्यक्ति को उसकी प्रेमिका का चेहरा गुलाब की तरह लगता है क्यों कवि कह सकते हैं मेरा प्रेम एक लाल गुलाब की तरह है क्यों एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका के चेहरे की तुलना करते समय कहता है इतनी सुंदर है जितना कि दिन तो हमको क्या समझने की आवश्यकता है कि जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हम अपने विचारों को वास्तव में काल्पनिक तरीके से प्रस्तुत करते हैं कल्पना सृजनात्मकता की एक प्रमुख सामग्री है आप पहले कल्पना करते हैं हो सकता है हर कोई आपको ना सुने हर कोई आप को नहीं समझ सकता है परंतु फिर भी यह आपके विचार हैं यह आप की चीजों के प्रति प्रतिक्रिया है क्रिएटिविटी या क्रिएटिव राइटिंग चीजों के निर्माण की कला है या शायद इतिहास पर सृजनात्मकताकता का छींटा डालने की कला है जैसे कि क्रिएटिव गैर काल्पनिक लेख में यदि कोई गैर काल्पनिक लेख लिखता है उनको भी क्रिएटिविटी का अनुभव होता है क्रिएटिविटी वास्तव में कला का स्वरूप है जो आपको दूसरी जगह ले जा सकते हैं क्योंकि मान लीजिए आप नदी के किनारे बैठे हुए हैं या आप समुद्र के किनारे पर हैं और जब आप लहरों को आते जाते देखते हैं तो आपको क्या नहीं लगता कि आपके अंदर भी कुछ भावनाएं चल रही हैं भावनाएं जो कि पहले से ही छुपी हैं भावनाएं जो कि एक कोने में पड़ी थी या फिर हमारे अंतर्मन में छुपी थी और अचानक से उनको हिला दिया गया तो क्रिएटिव राइटिंग क्या कर सकती है यह हमको वास्तव में एक नए क्षेत्र में पहुंचा देती जो कि बहुत बार हमारे खुद की मन की चंचलता से प्रेरित होती है जब आप कुछ अलग स्वाद चाहते हैं तो आप क्या करते हैं जब आप फुर्सत में होते हैं तो आप क्या करते हैं तो आप कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं क्योंकि आपको दूसरी जगह ले जा सकती हैं किसी और अलग दुनिया में तो क्रिएटिविटी के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं यह अनुभूति और भावनाओं का माध्यम हो सकती है जो कि क्रिएटिव राइटिंग का मुख्य विषय है जब आप साइंटिफिक राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग कर रहे थे तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें अनुभूति और भावनाओं की कोई जगह नहीं थी जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं जब आप प्रेजेंटेशन की स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो उसमें अनुभूति और भावना की कोई जगह नहीं होती है जब आप बिजनेस लेटर लिखते हैं तो उसमें अनुभूति और भावना की कोई जगह नहीं होती है लेकिन जब आप कुछ रचनात्मक तरीके से लिखते हैं तो अनुभूति और भावना दोनों सामने आते हैं यह एकेडमिक राइटिंग के ठंडे कठोर तथ्यों से बहुत अलग होती है एकेडमिक राइटिंग में देखते हैं की अनुभूति भावना और मनोवेगो की कोई जगह नहीं होती है अब आप जब क्रिएटिव राइटिंग की बात करते हैं बेशक मेरा उद्देश्य यहां पर लोगों को क्रिएटिव राइटर में परिवर्तित करने का नहीं है परंतु यह दिखाने का है कि क्रिएटिव राइटिंग को कैसे समझा जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों आनंद क्रिएटिव राइटर बनने में नहीं होता है बल्कि आनंद क्रिएटिव राइटिंग का मजा लेने में भी होता है जब कोई एक कविता पढ़ता है या कोई एक उपन्यास पढ़ता है तो उसको उससे आनंद प्राप्त होता है और ये आनंद आपको बहुत लम्बे समय तक प्रेरित कर सकता है लुभा सकता है प्रेरणा दे सकता है संतुष्टि दे सकता है और आपको एक सुकून दे सकता है इसमें एक उपचार के गुण होते है मतलब आप कभी उदास हो और आपको एक कविता मिलती है और आप उसको पढ़ते है यदि कविता कही न कही आपकी भावनाओ से जुडी है तो इससे आपको एक तरह का सुकून मिलता है ये आपको वास्तव में उभरने में मदद करता है जब कोई एक फिल्म देखने जाता है और वापस आता है तो आप देखते हैं कि उस व्यक्ति में अलग तरह की ताजगी होती है तो हर प्रकार का लेखन अच्छा होता है जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं बिजनेस लेटर को लिखना सबसे अच्छी तरह तब होगा जब आप किसी को समझा पाए अपने उत्पाद के बारे में या किसी कार्य के बारे में समझा पाए कि आप ऐसा करने जा रहे हैं वह भी क्रिएटिव है बेशक इसमें अभिव्यक्ति या भावना लाने का कोई सवाल नहीं है दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में क्रिएटिव राइटिंग एक अध्ययन के विषय के रूप में उभरा है यह एक ऐसा अध्ययन का विषय है जो कि विश्वविद्यालयों में काम के बीच में एक संयोग स्थापित करता है और गैर एकेडमिक व्यवसाय के बीच में भी कई विश्वविद्यालयों में इसको एक कोर्स के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है यहां पर भी हम इसको क्रिएटिव राइटिंग के कोर्स के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तो क्रिएटिव राइटिंग हमको अपने खुद की जगह की कहानी कहने की आज्ञा देती है आप कई बार शायद सोच रहे होंगे कि क्या हम अपने जगह की कहानी कह सकते हैं पुस्तकालय में जितनी भी किताबें हैं या फिर वेबसाइट पर और आप देखते हैं कि जितनी भी किताबें हैं वह किताबें इतने क्रिएटिविटी से लिखी गई है की वह न केवल आकर्षित करती हैं बल्कि हम को अचंभित भी करती हैं और शायद अब आप सोच रहे होंगे कई बार हम सबके अंदर जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं एक लेखक होता है एक सृजनकर्ता क्या क्रिएटिविटी को मापा जा सकता है यद्यपि यह मुश्किल है क्रिएटिविटी को मापना बहुत कठिन होता है परंतु कुछ चीजें होती हैं जिनसे हम क्रिएटिविटी को मापसकते हैं जैसा कि मनोवैज्ञानिकों ने कहा है वो चार कारकों की बात करते हैं जो कि हमको क्रिएटिविटी को मापने में सहायता कर सकती है पहली चीज है प्रवाह प्रवाह से हमारा तात्पर्य है स्वच्छंदता मेरा मतलब है कि आप कुछ कहने जा रहे हैं आप कुछ लिखने जा रहे हैं और वास्तव में प्रतीत होता है कि उसमें एक स्वाभाविक प्रवाह है तो प्रवाह और फिर लचीलापन मेरा मतलब है जब आप क्रिएटिविटी के बारे में सोचते हैं तो यह बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए इसमें एक लचीलापन होना चाहिए इसीलिए आप हर प्रकार के क्रिएटिव राइटिंग पाते हैं अब आप इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि यह कहां खत्म होगा इसको कैसे लिखा जाना चाहिए इसमें विभिन्न तरीके हैं और साहित्य ऐसे क्रिएटिविटी के विभिन्न स्वरूप के उदाहरणों से भरा हुआ है और जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं और हम क्रिएटिविटी को मापते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि उसमें असलीपन हो जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक व्यक्ति का घटना या चीजों के प्रतिक्रिया अलग होती हैं और इसी में एक व्यक्ति की क्रिएटिविटी होती है जब आप किसी बात पर उत्तर दे रहे होते हैं किसी घटना पर किसी कार्य पर किसी प्राकृतिक वस्तु पर या किसी और पर तो आपका उत्तर दूसरों से अलग होता है और उसी में असलीपन होता है और यदि असलीपन हो तो भी वास्तव में इसकी व्याख्या करनी होती है उसको प्रकट करना होता है एक लेखक यह कहने के कगार पर पहुंच जाता है कि अच्छा लेखन हमेशा दिल की गहराइयों में दफन होता है और फिर उनको बाहर निकालने की आवश्यकता होती है फिर कुछ और कारक भी होते हैं और आप सोच रहे होंगे कि क्रिएटिविटी क्या कर सकती हैं क्रिएटिविटी एक तरह का बौद्धिक नेतृत्व देती है बौद्धिक नेतृत्व शायद आज आप जो पढ़ रहे हैं वह स्वीकार्य ना हो मेरा मतलब है एक या दो शताब्दी पहले परंतु यदि यह आज भी जीवित है यदि उसका अस्तित्व आज भी है तो इसलिए क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी है साहित्य की सारी उत्तम रचना जिनसे कभी हमारा सामना होता है वह बहुत शताब्दी पहले लिखी गई थी वह समय पर परखी गई क्योंकि उनमें ना तो केवल बौद्धिक नेतृत्व था बल्कि कुछ और चीजें भी थी जोकि लगातार बार बार बहती गई और उसमें एक वैश्विक विचार था क्रिएटिविटी का एक पहलू है समस्या के प्रति संवेदनशीलता जब आप किसी विशेष वस्तु विशेष कार्य विशेष घटना को देखते हैं आपकी प्रतिक्रिया तो कई बार आप पाते हैं कि आप बहुत संवेदनशील हो जाते हैं और क्रिएटिविटी की एक सामग्री है कि जितनी भी समस्याओं की तरफ आप देखते हैं आप समस्या को समाधान के साथ देखते हैं और आप देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा इसी से हमारा तात्पर्य है समस्या के प्रति संवेदनशीलता सरलता मेरा मतलब है स्पष्टता चीजों को स्वभाविक रूप से प्रकट करना कई बार आपको लगता है कि कुछ चीजें बहुत अजीब सी प्रतीत होती हैं क्योंकि क्रिएटिविटी को कल्पना से जोड़ा जाता है तो कई कल्पना पागलपन वाली हो सकती है कई बार अजीब सी हो सकती है साहित्य की किताबें ऐसे उदाहरण से भरी पड़ी है जब प्रेमिका को लेखक की प्रतिक्रिया के अनुसार तुलना किया जा सकता है तो कई बार लेखक उनको बहुत बड़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करता है कई बार बहुत ही निराशाजनक स्थिति में कई बार गिरे हुए तरीके से इसलिए बहुत सारे कवि खूबसूरत युवती के चेहरे का वर्णन करते समय वो न तो केवल क्रूरता की सीमा तक वर्णन करते बल्कि उनको लाचार सोचने की स्थिति तक बहुत सारी कवितायेँ है जिनसे आपका सामना होता है और सारे उदाहरण देना बहुत मुश्किल है उदाहरण के लिए एंड्रू मार्वेल की एक कविता में इसका वास्तव में शीर्षक है टू हिज़ कॉय मिस्ट्रेस जहां लेखक कहता है हैड आई बट द टाइम प्रश्न ये है कि लेखक कल्पना करता है कि यदि उसके पास समय होता और दुनिया और फिर वो आगे कहता है उन सब चीज़ो के बारे में जो वो अपनी प्रेमिका के लिए कर सकता था लेकिन उसकी प्रेमिका उसको समझने को नहीं तैयार है तो इसलिए कई बार आप पाते है कि इनमे कुछ अजीबपन है क्योंकि कुछ तुलना कि जाती है उदाहरण के लिए डन वास्तव में अपनी प्रेमिका कि तुलना कंपास के दो पैरो से करता है एलियट वास्तव में एक शाम को मेज़ पर नजबंद किये हुए एक मरीज़ से जोड़ता है इसलिए ये काफी अजीब लगता है लेकिन इसमें कुछ उपयोगिता है उपयोगिता एक तरह से कि हमारा दिमाग सोचने के मज़बूर होता है और आगे जाकर सोचता है इसलिए देखिये कैसे कल्पना क्रिएटिविटी में काम करती है फिर क्रिएटिविटी के ज़रिये आपको एक तरह का कलात्मक उपलब्धि होती है और इसलिए जब कोई कुछ लिखता है तो वो प्रेरित होता है कोई अल्बाट्रोस से प्रेरित होता है कोई समुन्द्र कि लहरों से प्रेरित होता है कोई विनाश से प्रेरित होता है कोई दुनिया की विसंगतियों पर प्रतिक्रिया देता है तो ये देखा गया है कि क्रिएटिविटी प्रतिरोध के सवालो में भी आती है और कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कलाकार को प्रचारक कहा जाता है क्योंकि जब वो कुछ नया कहते है उसको किसी विशेष समय पर समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है फिर स्वाभाविक रूप से एक अलग प्रतिक्रिया दिखाते है कई बार कुछ क्रिएटिविटी कुछ पागलपन भी प्रतीत होती है क्योंकि आपको मालूम है ये भावनाओ का सवाल है और भावनाएं कई बार अनियंत्रित हो सकती है यदि आपको साहित्य में रूचि है तो आपका इन सब चीज़ो से सामना होता है लेकिन यहाँ पर मैं बस एक सीमित रूप से ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे क्रिएटिव राइटिंग बाकि के लेखन के दूसरे स्वरूपों से भिन्न है विभिन्न प्रकार कि क्रिएटिव राइटिंग कौन सी होती है स्वाभाविक रूप से आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जब कोई क्रिएटिव राइटिंग कि बात करता है तो संभवतः वो कविता कहानी और उपन्यास की बात करता है और ये क्या हैं लेकिन हम में से कई लोग शायद रचना करने के बारे में सोच रहे होंगे वो चीज़ो को सुन्दर तरीके से लिखने की सोच रहे होंगे तो ये क्रिएटिव हो सकता है शेक्सपीयर के शब्द हमेशा क्रिएटिव है क्योंकि वे समय की परीक्षा में खड़ा रहा इसी तरह बहुत सारे बिंदु और नाटकों के शब्द आज भी लोकप्रिय है और उनका प्रयोग किया जा रहा है उनको विभिन्न विश्वविद्यलयो में इसको रखा जाता है अब जब हम क्रिएटिव राइटिंग के बारे में बात करते है और हम जब इसको परिभाषित करने की सोच रहे है हम और भी कुछ चीज़ो को देख सकते है जिनको क्रिएटिव नहीं समझा जा सकता है कुछ चीज़े है उदाहरण के लिए पद्य नहीं कविता का जो संसार है जब हम उसके बारे में बात करते है तब पता लगता है की उसकी कोई सीमा नहीं है क्योकि कविता के कई प्रकार होते है तो इसमें कई महीने कई साल साल लग जायेंगे इसकी चर्चा में और फिर गद्य यदि कविता शब्दों में लिखी जाती है यदि कविता में लय होती है तो गद्य गद्यात्मक शैली में लिखा जाता है मेरा मतलब है कि ये वाक्यों में लिखे जाते है हमारे पास नाटक है महाकाव्य है लघु कथाएं उपन्यास पटकथा लेखन गीत और टीवी पटकथा और भी कई तो दुनिया क्रिएटिव राइटिंग के कारण हमेशा से सुन्दर रही है मेरे प्यारे दोस्तों अब ये कैसे अलग है क्रिएटिव राइटिंग क्रिएटिव कैसे बनती है कुछ साहित्यिक युकितयों के द्वारा और हम उसकी चर्चा करेंगे सबकी चर्चा करना बहुत मुश्किल है मेरे प्यारे दोस्तों लेकिन जिनमे उत्सुकता हो जिनको क्रिएटिव तरीके से लिखने कि इच्छा हो उनके लिए कुछ निर्देश है जो आपको दिमाग में रखना होता है फिर हम कुछ साहित्यिक युक्तियों कि ओर बढ़ेंगे जो आपके लेखन को क्रिएटिव बनाती है क्रिएटिव राइटर को पहले क्रिएटिव रीडर होना चाहिए लोग कहते है लेखक कहते है कि यदि आप वास्तव में लिखना चाहते है तो पहले आपको पढ़ने में रूचि पैदा करनी चाहिए क्योकि पढ़ना ही आपको लिखने कि तरफ मोड़ता है लेखन जो आपको लेखक में परिवर्तित करती है जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतने विचार कौंधेंगे विचारो कि हलचल होगी एक क्रिएटिव राइटर के तौर पर आपको हमेशा आनंद की तरफ लक्ष्य करना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि कोई बस अपने को संतुष्ट करने के लिए नहीं लिखता है और आपको स्वीकृति नहीं मिलती है जब तक दूसरे उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देते है भाग्यवंश या दुर्भाग्यवश ये आपके सम्बन्ध पर निर्भर करता है तो यह लक्ष्य करता है लोगों की जिंदगियों में आनंद और उद्देश्य लाने की क्या कई बार आपने नहीं पाया है कि जब आप साहित्य का एक टुकड़ा पढ़ते हैं और जब आप अपने आप को नायक की स्थिति में रखते हैं या फिर पात्र की स्थिति में रखते हैं तो आप यह सोचते हैं कि उसको कैसे पता चला कि यह मेरी कहानी है मेरे प्यारे दोस्तों उसको नहीं पता था बस यह उसकी कल्पना थी और क्योंकि कोई भी साहित्य का लेखक जब कुछ कहता है तो वह लोगों के बारे में बात करता है वह हमारे आसपास की घटनाओं के बारे में बात करता है एक तरह से वह एक बड़ी छवि तैयार करता है और उस बड़ी छवि में आपकी कहानी मेरी कहानी दूसरे की कहानी उसकी कहानी और यह सब चीजें सारी चीजें एक ही में लिपट जाती हैं तभी इसमें आप एक विश्वव्यापी सार पाते हैं क्रिएटिव राइटिंग हमको एक विकल्प जागरूकता की तरफ ले जाती है जब आप कुछ नया पढ़ते हैं तो आप वास्तव में जिंदगी के कुछ छुपे हुए पहलुओं को पाते हैं अपने कुछ छुपी हुई भावनाओं को जो कि कहीं गहरे में दबी थी जैसा कि मैंने कहा उनको भी एक तरह का निकास मिलता है और क्रिएटिव राइटिंग के जरिए आप उनको एक बाहर आने का रास्ता देते हैं इसीलिए मैं कहता हूं की हर एक व्यक्ति एक क्रिएटिव राइटर है हर किसी व्यक्ति के अंदर एक रचयिता है शायद वह एक क्रिएटिव राइटर नहीं है परंतु वह कुछ रच रहा है यह एक तरह का उपचारिक फायदा है मेरा मतलब है ऐसा फायदा जिससे आपको राहत मिलती है ऐसा फायदा जो वास्तव में एक तरह की कसरत देती है ना तो केवल आपके दिमाग को बल्कि आपके हृदय को भी लेखन की कुंजी है कि इंतजार ना करें कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं जब कुछ भावनाएं या कल्पना उन में हलचल पैदा कर दे वह सोचते हैं तो वह उसको लपेट देंगे वह उसको शब्दों के कपड़े में लपेट देंगे और उसके लिए इंतजार करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कई सारे लेखक इस सीमा तक कह देते हैं कि यदि आप में कोई भावना या कल्पना जन्म लेती है आधी रात में भी तो इंतजार ना करें उसको उसी समय लिख दे क्योंकि आपको नहीं पता कि वह असर ज्यादा देर तक रहेगा या नहीं तो लेखन की कुंजी है इंतजार ना करना आज को इस क्षणभंगुर आशा में ना खोने दें कि कल हमको ज्ञान वेग और आत्मविश्वास मिलेगा अपनी कहानी शुरू करने का क्रिएटिविटी में सहजता होती है और यह सहजता इकट्ठा करनी पड़ती है क्योंकि यदि हम कुछ लिखने का लक्ष्य कर रहे हैं कुछ क्रिएटिव तो उस समय आता है और चला जाता है भावनाएं जागृत होती हैं और फिर वह सो जाती हैं इसीलिए हमारे पास कुछ अच्छी ऐसी कविताओं की सूची है जो घनी रात में लिखी गई आधी रात में शायद तब लेखक मेंमैं जोश जाग गया होगा हमको याद है जो लोग अंग्रेजी साहित्य से परिचित हैं शायद याद हो कि जब थॉमस ग्रे ने "एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड" Elegy Written in a Country Churchyard लिखी तो वास्तव में उस समय आधी रात थी और वह वास्तव में वह चर्च के पास में बैठे हुए थे और फिर अचानक से उनके दिमाग में कुछ भावनाएं आए जिन्होंने उनको अपने वश में कर लिया और उन्होंने लिखना शुरु कर दिया और फिर उन्होंने यह सुंदर कविता "एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड "लिखी अब यह लिखने की कला या लिखने की कुशलता क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग एक कुशलता है जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं कि आपको इसको लेखन के दूसरे स्वरूपों से अलग बनाना पड़ता है और उसके लिए आपको कुछ साहित्यिक युक्तियां प्रयोग करनी पड़ती है साहित्यिक युक्तियों को दो या तीन वर्गों में रखा जा सकता है किसी ना किसी तरीके से एक वाक्य जो के बिजनेस के लिए लिखा जाता है और एक जो साहित्य में लिखा जाता है दोनों में अंतर होता है क्योंकि आप साहित्यिक युक्तियां प्रयोग करते हैं आप साहित्यिक युक्तियां जैसे कि ट्रोप का प्रयोग करते हैं तो यह है ट्रोप आप सिमिली का प्रयोग करते हैं आप मैटरफर का प्रयोग करते हैं आप मेटोनिमी का प्रयोग करते हैं आप सिंकडोक का प्रयोग करते हैं फिर आप आइरनी पर्सोनिफिकेशन ह्य्पेर्बली लिटोटेस प्रयोग करते है और फिर आप अलंकार प्रयोग करते है ट्रोप प्रयोग करते है लेकिन फिर आपका अलंकार से सामना होता है कई बार जब आप लिखते है आप इन सबका प्रयोग करते है या तो कविता में या गद्य में या जो कुछ भी हो और जब आप लिखते है तो एक प्रकार का प्रभाव डालने के लिए क्योकि आपका मुख्य मुद्दा होता है आनंद पैदा करना और आप केवल वाणी से ही प्रभाव नहीं पैदा करते है बल्कि ध्वनि से भी करते है तो कई बार आप अलंकार प्रयोग करते है जैसे एंटीथेसिस काइमस और एपॉस्ट्रॉफ़ी antithesis chiasmus and apostrophe और फिर आप अलंकार की ध्वनि भी प्रयोग करते है जब भी हम कविता की बात करते है स्वाभाविक रूप से हमारा दिमाग अचानक एक तरह का लय एक प्रकार का संगीत महसूस करता है और वो संगीत कैसे पैदा किया जाता है ये वास्तव में केवल संगीत बनाने का सवाल नहीं है इसमें वाक्य बनाने का भी सवाल होता है और उन वाक्यों में वो इच्छित प्रभाव भी बनाना इन सबके बारे में चर्चा करना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर हम कुछ मुश्किल वाले वाक्य लेंगे आप सब जानते है की सिमिली और मेटाफर का प्रयोग सिमिली समानता के बारे में होता है जब दो वस्तओं में समानता होती है तो वास्तव में आप सिमिली का प्रयोग करते है उदाहरण के लिए आप कहते है शी वाज़ ऐज़ ब्यूटीफुल ऐज़ आ डे अब आप डे का प्रयोग कर रहे है और डे यहाँ सिमिली बन जाता है ऐज़ के प्रयोग से किसी की तरह कुछ जब आप मेटाफर की बात करते है तो आप एक व्यक्ति की बात कर रहे है और आप उसको किसी से जोड़ रहे है लेकिन फिर आप उसको एक वस्तु के साथ जोड़ रहे है या किसी व्यक्ति के साथ उदाहरण के लिए यदि आप कहते है ही इज़ द टाइगर he is the tiger या ही इज़ लैमhe is a lamb तो टाइगर और लैम के साथ आप एक सांकेतिक अर्थ जोड़ रहे है जो कोई समझ सकता है लेकिन फिर यहाँ हमारी चिंता है कुछ ऐसे के बारे में बात करना जोकि अलग हो जो थोड़ा मुश्किल हो उन नौसिखियों के लिए जो देखना चाहते है समझना चाहते है की क्रिएटिव राइटिंग कैसे अलग है तो हम मेटोनिमी और सिंकडोक देखते है अच्छा मेटोनिमी ग्रीक शब्द है जिसका वास्तव मतलब होता है नाम में परिवर्तन आप जानते है की साहित्य में हम सब कुछ साफ़ साफ़ नहीं कहते है जैसे की हम साफ़ साफ़ बिज़नेस राइटिंग में अकादमिक राइटिंग कहते आ रहे है लेकिन साहित्य में हम चीज़े अप्रत्यक्ष तरीके से कहते है और इसलिए ये युक्तियाँ प्रयोग होती है मेरे प्यारे दोस्तों तो हम मेटोनिमी के बारे में बात कर रहे है ये वास्तव में निकटता का सम्बन्ध स्थपित करता है समीपता का उदाहरण के लिए जब आप कहते है स्टेज आपका मतलब है थिएटर जब आप कहते है द क्राउन आपका वास्तव में मतलब होता है किंग जब आप कहते है द बेंच आपका तात्पर्य है कोर्ट तो आप चीज़े कहते है लेकिन आप इन चीज़ो को अप्रत्यक्ष तरीके से कहते है और हमारे पास एक और युक्ति है सिंकडोक सिंकडोक एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है साथ में व्याख्या व्याख्या साथ साथ में जब किसी चीज़ को पूरा उसके एक हिस्से से जाना जाता है तो उसको सिंकडोक कहते है उदाहरण के लिए जब आप कहते है ऐन आर्म तो आपका मतलब है बहुत सारी चीज़े जब आप कहते है ऐन आर्म तो आपका मतलब है वेपन जब आप कहते है ऐन आर्म an armतो इसका मतलब चेयर भी है जब आप कहते है ओक उदाहरण के लिए यहाँ विद थंडर्स फ्रॉम हर नेटिव ओक शी क़्यूएल द फ्लड बिलो 'with thunders from her native oak she quells the flood below' अब ओक शब्द का प्रयोग देखिये ओक एक पेड़ है हम सब जानते है फिर जब आप बात करते है जब आप एक शिप को सम्बोधित करते है ओक से और आप कैसे पाते है आप वास्तव में पाते है कि जब क़्यूएल शब्द का प्रयोग करते है क्योकि इसमें एक तरह का सम्बन्ध होता है तो वी थंडर फ्रॉम आ नेटिव ओक सीक्वल द फ्लड बिलो 'with thunders from her native oak she quells the flood below' ये थॉमस कम्बल के ये मरिनेर्स ऑफ़ इंग्लैंड Ye Mariners of England से है तो जब हम क्रिएटिव राइटिंग कि बात करते है क्रिएटिव बाकि के लेखन से अलग है क्योकि कुछ साहित्यिक युक्तियाँ प्रयोग कि गयी है रूचि निर्भर करते हुए साहित्य कि किस शाखा से क्रिएटिव राइटिंग कि किस शाखा पर आप लक्ष्य कर रहे है अब आता है अगला बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिटोटेस ये फिर से एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है जो कि लिटोस शब्द से आता है जिसका मतलब है इकलौता साधारण अपर्याप्त और ये फिर से एक अप्रत्यक्ष तरीका है ज़ोर डालने का क्योकि साहित्य में आप सब कुछ साफ़ या सीधे से नहीं कहते है जब आप किसी को कुछ कहना चाहते है चाहे अच्छा या बुरा तो आप क्या कहते है ये बहुत बुरा नहीं था तो मतलब ये है कि ये बहुत अच्छा था ये बहुत अच्छा नहीं था मतलब ये बहुत बुरा नहीं था अब इसको दोहरा नकारात्मक भी कहते है जोनाथन स्विफ्ट की प्रसिद्ध किताब द टेल ऑफ़ द टब तो कैसे लेखक ने इसका प्रयोग किया है इसको आप गद्य में भी प्रयोग कर सकते है आई ऍम नॉट अनव्हेर हाउ द प्रोडक्शंस ऑफ़ द ग्रब स्ट्रीट ब्रॉदरहुड हैव ऑफ़ लेट इयर्स फालेन अंडर मैनी प्रेजुडिसेस I am not unaware how the productions of the Grub Street brotherhood have of late years fallen under many prejudices अब नॉट अनव्हेरे के तरफ देखिये तो इसमें दो नकारात्मक है वास्तव में मतलब यहाँ नॉट अनव्हेरे नहीं है मतलब है आई ऍम अवेयर तो जब आप कहना चाहते है आप चीज़ो को साफ़ तौर पर नहीं कह रहे है लेकिन आप उनको अप्रत्यक्ष तरीके से कह रहे है मेरे प्यारे दोस्तों पूरा साहित्य यदीपि हम कहने का प्रयास कर रहे है हम समझने का प्रयास कर रहे है कुछ विकल्प के साथ कुछ और तरीके से जोकि अप्रत्यक्ष है हमको ये भी समझना चाहिए कि जब आप कुछ क्रिएटिव रूप से लिख रहे है विशेष तौर पर साहित्य में आप संगीतमय प्रभाव भी डाल सकते है जैसा कि मैंने कहा अलंकार वो है जिनके ज़रिये हम छोटी सी चीज़ भी बेहतर प्रतीत होती है छोटी सी चीज़ भी ज्यादा सूंदर लगती है ज्यादा बड़ी प्रतीत होती है तो हम अतिश्योक्ति का प्रयोग कर रहे है तो ये अतिश्योक्ति कि अभिव्यक्ति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से प्रयोग कि जाती है अब है एंटीथेसिस ये भी एक ग्रीक शब्द है और इसका मतलब होता है विलोम जब किसी चीज़ के बारे में विपरीत तरीके से बात करते है उसके लिए आपको विपरीत विचारो का प्रयोग करना पड़ता है उनका विरोध करते हुए आप सबने शायद देखा होगा कि आप सब शकेस्पेअर के नाटक हैमलेट से अवगत होंगे तो हैमलेट में एक सुन्दर गद्यांश है जहाँ वो कहता है टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द कवेसचन व्हेदर इट इज़ नॉबलेर टू द माइंड टू सफर द स्लिंग एंड एरो ऑफ़ थे आउट रैजियस फार्च्यून और टू टैक आर्म्स अगेंस्ट आ सी ऑफ़ द ट्रबल एंड बाई ऑपोज़िंग एन्ड देम To be or not to be that is the question whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them तो हैमलेट एक संघर्ष की स्थिति में है वह वास्तव में अपनी स्थिति में वास्तव में वह कोशिश कर रहा है टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्यूश्चन एक विरोधाभासी विचार अपने अस्तित्व के लिए उसे क्या करना चाहिए वह विरोधी छवि प्रयोग करता है और कहता है की उनका विरोध करके उनको ख़तम कर दो तो ये एंटीथेसिस का उदाहरण है फिर एक और अलंकार है काइमस जो की ग्रीक शब्द से आता है जिसका मतलब है तिरछा जब आप एक ग्रेमैटिकल पैटर्न को उल्टा कर देते है विपरीत प्रभाव बनाने की नहीं आप वाक्य में केवल परिवर्तन कर रहे है उदाहरण के लिए बाई द डे द फ्रोलिक एंड द डांस बाई नाईट by the day the frolic and the dance by night आप देख सकते है की संरचना में बहुत सुंदरता से परिवर्तन किया गया है और ये केवल आप मनोरंजन नहीं करता है बल्कि ये फिर से एक प्रभाव उत्पन्न करता है और हम इस प्रभाव के साथ जायेंगे तो यहाँ पर डॉक्टर जोंसन की एक पंक्ति है द वैनिटी ऑफ़ ह्यूमन विशेज़ The Vanity of Human Wishes से साहित्य काइमस के उदाहरण से भरा हुआ है और फिर हम एपॉस्ट्रॉफ़ी देखते है एपॉस्ट्रॉफ़ी एक ऐसी युक्ति है जिसके ज़रिये आप सम्बोधित करते है क्योकि मेरे प्यारे दोस्तों जैसा की मैं कहता आ रहा हूँ क्रिएटिव राइटिंग कल्पना में आधारित है जब कोई कुछ करता है जब किसी ने धोखा दिया तो उसके लिए कोई सम्मान नहीं होता है उसको याद करके आप कुछ लिख रहे है आप उसको ऐसे प्रस्तुत करते है जैसे की वो आपके सामने हो हम जूलियस सिजर से एक पंक्ति ले सकते है अब आप देखते है कि कैसे अमूर्त वस्तु को इस पंक्ति में सम्बोधित किया गया है ओ जज़मेंट दोउ आर्ट फ्लेड टू बृटिश बीस्ट्स O judgment thou art fled to brutish beasts ये जूलियस सिजर से है फिर हम वर्ड्सवर्थ से उदाहरण ले सकते है जब वह मिल्टन के मृत्यु पर कहते है मिल्टन दोउ शुड बी लिविंग ऐट दिस ऑवर "Milton thou should be living at this hour" मिल्टन कि मृत्यु हो चुकी है लेकिन कवि उनकी प्रशंसा कर रहा है जैसे कि वह ज़िंदा हो और वह समझने कि स्थिति में है तो इन अलंकारों के ज़रिये आप एक तरह का प्रभाव बनाते है ये न तो केवल ताज़गी प्रदान करेगा बल्कि एक आनंद भी उत्पन्न करेगा साहित्य में ध्वनि अलंकार से परिचित होते है जैसे कि कविता में आप पाते है तो कई बार ये एक तरह का झनझनहट का प्रभाव देता है और ये कुछ युक्तियाँ है अनुप्रास स्वर आवृति व्यंजन आवृति प्रायः जब लेखक व्यंजन को दोहराता है व्यंजन ध्वनि की बार बार आवृति करता है शब्द के शुरुआत में इसको अनुप्रास या अलिटेरशन कहते है उदाहरण के लिए कॉलरिज की राइम ऑफ़ द अन्सिएंट मरिनेर Rime of the Ancient Mariner से द फेयर ब्रीज़ ब्लू द वाइट फोम फ्लू he fair breeze blew the white foam flew तो देखिये क्या प्रभाव बनाया गया है पहले अक्षर की ध्वनि से जबकि जब हम स्वर आवृति अजोनैंस अजोनैंस स्वर की बार बार आवृति है लेकिन ये शुरुआत में नहीं है ये या तो मध्य में है या अंत में है वर्ड्सवर्थ के डैफोडिल्स Daffodils का उदाहरण देखते है आई वांडरएड लोनली ऐज़ आ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई और वेल्स एंड हिल्स वे ऐट वन्स आई सॉ आ क्राउड आ होस्ट ऑफ़ गोल्डन डैफ़ोडिल्स I wandered lonely as a cloud that floats on high or vales and hills When all at once I saw a crowd a host of golden daffodils ओ की ध्वनि पर ध्यान दीजिये फ्लोट ओवर होस्ट डैफोडिल्स बेनिथ ट्री ब्रीज floats over host daffodils beneath trees breeze तो स्वर की आवृति शुरुआत में मध्य में या अंत में अजोनैंस कहा जाता है और कंसोनन्स व्यंजन की आवृति व्यंजन की आवृति को कहते है जैसे फ्लिप फ्लॉप क्लिक क्लॉक स्लिप सलोप flip flop click clock slip slop तो ये तरह का झनझनात का प्रभाव डालते है और ये पाठको बहुत आनंद देता है फिर हम कविता पर आते है हम पहले ही काफी कुछ बात कर चुके है मुझे ये कहना है कि जब कोई कविता लिखने का प्रयास करता है तो उसको उसके संगीतमय प्रभाव का भी ध्यान रखना चाहिए केवल ध्वनि नहीं बल्कि पंक्ति लम्बाई संगीत छंद और साहित्य युक्तियाँ तो ये पंक्ति का आखिरी चरण हो सकता है क्योकि संगीत और छंद ये दो महत्वपूर्ण बातें है कविता में उदाहरण के लिए जब हम एन्ड स्टॉप लाइन्स आखिरी चरण की पंक्तियों की बात करते है तो एन्ड स्टॉप लाइन्स का क्या मतलब होता है भावनाये या जो कुछ भी अभिव्यक्ति हो वो अभिव्यक्ति तो उस पंक्ति पर ख़तम हो जाता है परन्तु जब अभिव्यक्ति दूसरी आगे की पंक्ति तक जाती है इसको इंजंअ मंट Enjambment कहते है यहाँ पर आपके लिए एन्ड स्टॉप्ड और एन्जामबड है यहाँ पर एक उदाहरण है अल्क्सेंदर पोप से आ लिटिल लर्निंग इज़ आ डेनज़ेरेस थिंग a little learning is a dangerous thing तो यहाँ पर हम महसूस कर सकते है कि अर्थ पूरा हो गया है ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पैरिअन स्प्रिंग देयर शैलो ड्राउट इंटोक्सिकेट द ब्रेन एंड ड्रिंकिंग लार्जली सोबर अस अगेन Drink deep or taste not the Pierian Spring there shallow draughts intoxicate the brain and drinking largely sober us again तो इन सब वाक्यों में हम पाते है कि विचार पंक्ति में ही ख़तम हो जाता है लेकिन जब विचार जारी रहता है तब हम उसको इंजंबमंट लाइन कहते है मैंने यहाँ दो उध्दरण लिए है एक जॉन कीट के द्वारा आप सबने जॉन कीट का नाम सुना होगा एक प्रकृतिवादी कवि तो जॉन कीट्स सुंदरता के बारेमें बात करते है जबकि इसका विरोधाभास आप एलेन गिन्सबर्ग कि अमेरिकन कविता में देख सकते है वह वास्तव में ध्यानभग्नता के बारे में बात करते है और देखते है कि दोनों कवियों ने इसमें एन्जामबड और संगीत रचा है और वह कहता है कि आ थिंग ऑफ़ ब्यूटी इज़ द जॉय फॉरएवर द लवलिनेस्स इन्क्रीज़ेज़ इट विल नेवर the loveliness increases it will never आप देख सकते है पहली लाइन यदीपि लाइन्स आपस में लयबद्ध है लेकिन अर्थ अभिव्यक्ति या विचार दूसरी लाइन तक जारी है एलन गिन्सबर्ग एक अमेरिकन कवि थे जिसने विनाश के बारे में बात कि पूंजीवाद और कई कारणों से और फिर पहली लाइन में आप विचार पूरा नहीं पाते है लाइन जारी रहती है आई सॉ द बेस्ट माइंडस ऑफ़ माय जनरेशन डेस्ट्रॉयड बी मैडनेस स्टार्विंग हिस्टेरिकाल नेकेड I saw the best minds of my generation destroyed by madness starving hysterical naked तो ये जारी रहता है तो जब अर्थ दूसरी लाइन तक जारी रहता है उसको इंजंबमंट लाइन कहते है फिर हमारे पास गद्य है मेरे प्यारे दोस्तों आप सब गद्य से अवगत है और गद्य लेखन में न तो केवल निबंध आते है बल्कि उपन्यास भी आते है ये शब्द नावेल नॉवेला से लिया गया है जोकि एक इतालियन शब्द है जिसका अर्थ होता है स्टोरी और नावेल और स्टोरी में अंतर होता है स्टोरी लघु रूप में होती जबकि नावेल दीर्घ रूप में होता है स्टोरी एक विचार पर होती है जबकि जब आप नावेल के बारे में बात करते है ये लम्बा होता है लम्बाई चौड़ाई दोनों में लम्बा होगा नावेल साठ से सत्तर हज़ार शब्दों का होता है जबकि स्टोरी दो से तीन हज़ार शब्दों में लिखी जा सकती है तो और फिर फिर और शब्द है नोवेल्टी जोकि एक काल्पनिक रचना होती है जोकि नावेल से कम होता है लेकिन स्टोरी से बड़ा होता है और फिर नाटक आप सब ड्रामा से परिचित होंगे जोकि वास्तव में नाटक है जिसको मनोरंजन के लिए भी लिखा जाता है लेकिन इसमें कई सरे तत्व होते है पात्र संवाद एक्शन फिर भाव और फिर ये कई दृश्यों में बटा होता है तो ड्रामा शब्द ग्रीक शब्द डरैयो से आता है जिसका अर्थ होता है ड्रामा करना वास्तव में प्रदर्शन करना और ड्रामा संवाद में बसता है और असली ड्रामा में कई सारी आवाज़ों का आदान प्रदान होता है ड्रामा के लिए कई सारी आवशकताएँ होती है ये दर्शक प्रधान कला है नावेल एक दर्शक प्रधान कला नहीं है लेकिन ड्रामा है क्योंकि ये दर्शकों पर निर्भर करता है ये नाटकीय है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्शन होते है लेकिन नावेल में नहीं होते है लेकिन ड्रामा में होते है फिर ड्रामा अभिनय का माध्यम है नाटकीय प्रदर्शन नाटक के टेक्स्ट से कही कुछ ज्यादा होते है तो टेक्स्ट लिखा जाता है लेखक को देखना होता है तो जब इसका प्रदर्शन करते समय किसकी ज़रुरत होगी और फिर नाटक के लिए कल्पना और संवाद सामग्री होती है आप ये देखते है असली चीज़े भी नाटक में ऐसे दिखाई जाती है जिससे लोग असलियत समझ सके और वो दूसरे तरह का ड्रामा होता है एक दूसरा वर्ग क्योकि हमारे पास समय की कमी है और हम लेक्चर के आखिरी पड़ाव पर है अब समय आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताने का जो 20th शताब्दी के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार ने कहा की जो भी क्रिएटिव राइटर बनना चाहता है और जो साहित्य को समझना चाहता है और उसका आनंद लेना चाहता है और क्रिएटिव राइटिंग का आनंद लेना चाहता है उसको इस बात पर विश्वास करना चाहिए जो फॉकनेर कहते है पढ़ो पढ़ो पढ़ो सब कुछ बकवास उत्कर्ष्ट अच्छा और बुरा और देखिये की वो कैसे करते है जैसे की बढ़ई प्रशिक्षु की तरह करता है और अपने गुरु को पढता है पढ़ो आप इसको ग्रहण करेंगे और जब आप कर लेंगे फिर आप लिखते है आप खुद पता लगा लेंगे की ये अच्छा है की नहीं यदि नहीं है तो आप खिड़की के बहार फेंक देंगे मेरे प्यारे दोस्तों आप भी भविष्य के लेखक है जो भी आप लिखे लिखने से पहले आपको खूब पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए क्योकि पढ़ना बर्बाद नहीं जाता पढ़ना एक निवेश होता है और हर एक निवेश किसी न किसी तरीके से आपको लाभांश देता है और उस प्रशंसा से बड़ा कोई लाभांश नहीं होता है जो आपको पाठकों से मिलती है और मुझे आशा है कि आप सब इन सब लेक्चर से जो आपको दिए गए है आप सबको यदि बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत संभाल कर रखने को मिलेगा कुछ पढ़ने लायक कुछ समझने लायक आपने जो कुछ भी सीखा उसके साथ बनाये रखने के लिए आपका फिर से स्वागत है और आप सबका मुझे धैर्य से सहने का बहुत बहुत धन्यवाद और इसके साथ हम इस लेक्चर के अंत में आ गए है मैं आपको शुभकामना ये देता हूँ और अलविदा कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद्